यह समझा जाता है कि सभी विज़ुअल एलिमेंट्स विज़ुअल एक्सप्रेशंस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं लेकिन हमें उन्हें अलग से समझने की जरूरत है इसलिए हम अब देखेंगे कि लाइन एक गठन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कैसे काम करती है यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक दृश्य कलाकार ने प्रतिक्रियाओं भावनाओं और कई अन्य चीजों का समन्वय करके विचारों का संचार करने के लिए चित्र बनाए तो लाइन के अलग अलग संकेत हैं जिन पर हमने पहले चर्चा की है शायद एक क्षैतिज रेखा वास्तव में एक क्षैतिज रेखा की कल्पना करके चीज़ को देखे बिना हमें एक शांतता का बोध होता है जो रिपोज होती है और साथ ही यह बहुत बहुत निष्क्रिय होती है जिस क्षण हम एक और रेखा लाते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर रूप में होती है जो हमें गतिविधि की कुछ संभावनाओं का एहसास देती है तो एक खड़ी रेखा या एक ऊर्ध्वाधर रेखा यह सक्रिय नहीं है लेकिन यह अभी भी हमें यह समझ देता है कि यह एक क्षैतिज एक नहीं है जो पूरी तरह से आराम की स्थिति में है इसलिए यह हमें कुछ समझ देता है कि प्राकृतिक संरचनाओं के साथ कुछ जुड़ाव के साथ एक उत्कृष्ट गठन हमें बताएगा कि इसमें मूवमेंट की कुछ क्षमता है जबकि एक तिरछी रेखा एक विकर्ण रेखा शांत गतिशील होगी हम महसूस करेंगे जैसे कि यह घूम रहा है यह अस्थिर है और एक ही समय में यह एक मूवमेंट में है तो स्थैतिक लाइन गठन के साथ भी हम उस तरह की भावना को प्राप्त करते हैं और फिर उन विभिन्न संरचनाओं को गुणा करके हम कई जटिल भावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं इसी तरह यह भी सच है कि जब हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि ये कुछ प्राकृतिक संरचनाएं हैं और हम उन्हें कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जोड़ते हैं तो यह भी सुनिश्चित है कि आप इस तथ्य को नकारना जानते हैं कि छवियों का निर्माण तत्वों के माध्यम से किया जा सकता है हम एक अन्य तथ्य से भी इनकार करते हैं कि छवि जो इंगित करती है कि छवि भी विघटित या विघटित हो सकती है इसलिए यह एक और गठन है जब हम प्रकृतिवाद आदर्शवाद की दुविधा में आते हैं और इस तरह हम उन्हें एकीकृत करने का प्रयास करते हैं इसलिए आमतौर पर कलाकार जो यथार्थवाद में विश्वास करते हैं और वे यथार्थवाद को अपने दृश्य अभिव्यंजक उपकरण के रूप में मानते हैं वे कभी भी विचार का समर्थन नहीं करेंगे या छवियों के निर्माण की धारणा नहीं करेंगे इसलिए यदि छवि का निर्माण किया जा सकता है तो इसे भागों में भी तोड़ा जा सकता है तो बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में लाइन का उपयोग करने या किसी अन्य तत्व का उपयोग करने का पूरा विचार हमें वास्तविकता से अमूर्त तक की यात्रा में ले जाता है तो आइए देखें कि हम दृश्य अभिव्यक्ति की उन जटिलताओं को कैसे हल करते हैं और हम इसे अपने तरीके से कैसे सरल बनाते हैं तो आइए जानें कि प्रकृति में सबसे अधिक अनुप्राणित वस्तुएं भी किस तरह से कार्य कर सकती हैं जो हम आकृतियों के संदर्भ में चीजों को देखते हैं और आकृतियां हमें एक दिशा प्रदान करेंगी यह एक एकीकृत रेखा निर्माण है तो आइए हम एक कुर्सी एक कुर्सी बनाते हैं अब यह कुर्सी है यह वास्तव में कुर्सी नहीं है यह कुर्सी की छवि है यह कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ पंक्तियाँ हमें रेखाएँ गिनने देती हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं १ १ ९ २० २१ से २५ लगभग २५ पंक्तियाँ हैं जो एक ही बार में चली जाती हैं और उन्हें एक ऐसे निर्माण में किया जाता है जिससे हमें कुर्सी का अहसास होता है और हम इसे अन्य कारणों से कुर्सी कहना शुरू करते हैं लेकिन यह तो हम इसे एक कुर्सी कहते हैं और फिर इस गठन से लाइनों को विघटित करते हैं और देखें कि क्या इसे एक अलग गठन में एक कुर्सी के रूप में भी देखा जा सकता है इसलिए हमारे पास फिर से 25 सेट की रेखाएँ हैं इसलिए यह अभी भी एक कुर्सी बनी हुई है लेकिन इसने इसके कोण और स्थिति को बदल दिया है लेकिन यह अभी भी एक दिशा का अनुसरण कर रहा है यहां व्यवस्था नहीं बदली है व्यवस्था फिर से बदल गई है यह छोटा है यह ललाट है लेकिन फिर भी यह एक कुर्सी की तरह दिखता है यह वास्तव में इस ड्राइंग में अपनी पहचान नहीं खोता है लेकिन एक ही रेखाओं का एक विघटन हो सकता है अगर हम उन्हें एक अलग क्रम में रखते हैं तो एक अलग रूप में एक ही रेखाएं कुर्सी का रूप काफी बदल सकता है तो यह है कि हम एक छवि को कैसे देखते हैं हम इसे विघटित करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे लाइन गठन का पुनर्निर्माण होता है इसलिए यहां लाइन एक कारक थी जिसने बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम किया हमने एक लाइन ली और इसे दोहराया और हमने इसे कुछ बदलते गठन के साथ दोहराया जो यहां से यहां तक बदल गया है और कुछ बिंदु पर यह पूरी तरह से इसके संदर्भ में बदल गया है पहचान इसलिए एक अलग गठन से हम बड़े पैमाने पर एक आकृति की पहचान पर काम कर सकते हैं इसलिए एक ही गठन को फिर से एक अलग दिशा से उठाया जा सकता है इसलिए आपके पास एक छवि का गठन है तो यह उस विघटन का एक उदाहरण है अब जब हम किसी चीज को अलग करते हैं तो हमारा एक और कर्तव्य भी होता है कि हम उन्हें एकीकृत कर सकें तो हम कुछ निरंतरता के साथ रूपों को एकीकृत कर सकते हैं इसलिए हम हमेशा से लाइनों में शामिल हो सकते कई अलग अलग स्थितियों में कई तरीके हैं आइए हम उन्हें कनेक्ट करें और उन्हें निरंतर बनाएं इसलिए हम छवियों को जोड़ने और उन्हें एक ऐसे रूप में एकीकृत करने का प्रयास करते हैं जिसमें त्रिकोणीय आकार पर कुछ जोर होता है या यह हमें एक तीन आयामीता देता है यह एक पंक्ति और अधिक लाइनों का एक नया गठन है जब हम लाइनों को गुणा करते हैं क्या ऐसा होता है कि हमें एक परिवर्तित पहचान के साथ एक नया आकार मिलता है इसलिए हम अब इसे एक कुर्सी के रूप में नहीं पढ़ते हैं हम आदेशों को बदलकर एक रूप की पहचान को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं जो इसे देखने का एक तरीका है इसलिए एक बदली हुई पहचान में भी यह रचनात्मक लग सकता है जब तक कि सामंजस्य बना रहे और रचना में निरंतरता बनी रहे तो हमारी संरचना में ब्लॉक के निर्माण के रूप में तत्वों का उपयोग करने की ताकत है हमारी रचना एक गठन की एक नई गतिशील का अनुभव करती है और यह इसे जारी रखती है तो आइए हम वापस आते हैं और एक संरचना में बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में लाइन का उपयोग करने का एक और रूपांतर देखते हैं इसलिए यह ब्रश लाइनों द्वारा बनाई गई एक मात्रा है लेकिन अगर हम निर्मित मात्रा के कारण का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं जो अन्यथा कुछ भी नहीं है लेकिन यहां जो भ्रम पैदा हुआ है वह हमें एक भाव देता है एक आयतन ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतिपादन है जो इसे सतह में एक गोलाई देता है लेकिन वे कुछ नहीं हैं लेकिन कुछ भिन्नता के साथ कुछ लाइनें हैं तो इस वॉल्यूम में हम देखते हैं कि यह एक वॉल्यूम है जो बहुत सारे डॉट्स द्वारा बनाया गया है तो आइए हम इस विशेष आयतन का विश्लेषण करें यह एक एकीकृत गठन के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए डॉट्स इसे एक संरचना देने के लिए एकल इकाइयों के रूप में काम कर रहे हैं तो प्रत्येक बिंदु एक एकल इकाई है जिसके लिए यहां बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम कर रहे हैं और डॉट्स भी लाइनें हैं जैसा कि हम कहते हैं कि लाइनें कुछ भी नहीं हैं लेकिन चलती डॉट्स और डॉट्स गुणा करके चलती हैं इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कुछ हिस्सा गहरा हो तो हम अधिक डॉट्स लगाते हैं हम उन्हें ओवरलैप करते हैं हम उन्हें एक निकटता में डालते हैं तो आप अधिक डॉट्स बनाते हैं आप उन्हें पास रखते हैं और इस तरह एक भाग गहरा हो जाता है आइए हम इस रूप का विश्लेषण करने के लिए एक और प्रकार का प्रतिपादन करें इसलिए हम एक बनावट के रूप में लाइन का उपयोग कर रहे हैं यह पिक्सेल की अवधारणा के समान है जिसे डिजिटल रूप से गिना जा सकता है और बहुत विश्लेषण किया जा सकता अधिक वैज्ञानिक और स्पष्ट तरीके से है आइए हमारे पास एक और श्रेणी है जो अधिक सामान्य है जैसे स्ट्रोक का उपयोग करना एक इकाई के रूप में चलती हुई रेखाएं हमारे द्वारा वॉल्यूम बनाने के तरीके को समझती हैं इसलिए हम इस खंड को एकीकृत स्ट्रोक के साथ बदल रहे हैं आप चाहते हैं कि कुछ हिस्सा गहरा हो तो आप दिशा बदलते हैं और इसे ओवरलैप करते हैं या आप बस दिशा नहीं बदलते हैं और एक क्रॉस हैचिंग लाइन समांतर विकर्ण रेखा का एक सेट एक अलग दिशा से समांतर विकर्ण रेखा का एक और सेट क्षैतिज रेखाओं का एक गुच्छा कुछ लंबवत रेखाएँ और फिर यदि हम कुछ क्षेत्र यहाँ से उठाते हैं तो हमें यहाँ जो मिलता है वह डॉट्स के एक और समूह के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए लाइन के क्रम को बदलकर हम फिर से डॉट्स के निर्माण के लिए नीचे आते हैं इसी तरह वे जुड़े हुए हैं इसलिए यहां इकाइयां एक फॉर्म के परिसीमन को समझने के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं जब हम कहीं न कहीं कुछ स्मूदी प्रभाव देते हैं तो समोच्च और हावभाव रेखा का निर्माण भी पारस्परिक रूप से बाहर रखा जा सकता है एक बार जब हम इसके उद्देश्य को महसूस करते हैं तो एक बार हम यह जान लेते हैं कि उनका निर्माण कैसे हुआ है और हमें लगता है कि जब तक हम सोचते हैं कि हम बहुत काम करते हैं हम सभी का विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं संरचनाओं और जो हमें इस समझ में डालती है कि इसका मूल निर्माण कारक क्या है फिर हम सभी रूपों का उनके प्राथमिक भागों में विश्लेषण करते हैं और इस तरह हम तत्व की पहचान करते हैं जैसे कि रेखाएँ या बिंदु और अन्य सभी संरचनाएँ जो एक ही क्रम का पालन करती हैं